इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है इस मॉड्यूल में जैसे मैंने पिछले मॉड्यूल में चर्चा की हम एक ओप एम्प के अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे एक ओप एम्प का अनुप्रयोग एक पीक डिटेक्टर है अब दोस्तों आप धीरे धीरे देखते हैं और धीरे धीरे मैं आपको कई एप्लिकेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं हमने केवल ओप एम्प की विशेषताओं से अध्ययन किया है बस इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इनपुट बॉयस करंट बहुत सरल सही और फिर हम थोड़ा जटिल सर्किट में जाते हैं और यहाँ आप देखते हैं कि हम उन सर्किटों तक पहुँच चुके हैं जहाँ आप वास्तव में सर्किट का उपयोग कर सकते हैं कुछ वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल में उदाहरण के लिए यदि आप पीक डिटेक्टर की बात करते हैं तो आप देखेंगे एक ADCs में सेआप इसे एक कम्पेरेटर के रूप में उपयोग करते हैं और आप उन वोल्टेज की तुलना कर रहे हैं जो आपका फ्लैश ADC है इसलिए अब हम उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को देख रहे हैं जिन्हें हम op amp और उन सर्किटों का उपयोग करके डिज़ाइन कर सकते हैं जिन्हें आप और अधिक जटिल सर्किटों में उपयोग कर सकते हैं तो यह एप्लीकेशन की जटिलता को थोड़ा बढ़ा रहा है यहाँ आप op amp पर देखेंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है एक पीक डिटेक्टर में ठीक है तो हम स्क्रीन पर देखते हैं आप इसे कैसे डिजाइन कर सकते हैं इसलिए जब हम op amp के बारे में एक पिक डिटेक्टर के रूप में बात करते हैं तो पहली चीज जिसे आपको देखना है वह है पीक डिटेक्टर का कार्य तो पिक डिटेक्टर का कार्य कुछ भी नहीं है लेकिन इनपुट के पिक मूल्य को खोजने के लिए हैं सही तो इनपुट का पिक मूल्य क्या है यदि आप जानना चाहते हैं तो आप सर्किट का उपयोग कर सकते हैं जो कि आपका पिक डिटेक्टर है इसका मतलब है अगर मेरे पास इस तरह से इनपुट सिग्नल है तो इनपुट का मेरा पिक क्या है क्या यह पिक है या यह मेरे इनपुट सिग्नल का शिखर है अगर मैं समझना चाहता हूं तो मैं सर्किट का उपयोग कर सकता हूं जो कि पीक डिटेक्टर है आकृति में दिखाया गया सर्किट जो यहां है यह एक सिग्नल की वोल्टेज पीक का अनुसरण करता है और एक कैपेसिटर पर उच्चतम मूल्य संग्रहीत करता है इसका मतलब है हमारे पास यहां एक कैपेसिटर है अब हम यहां इनपुट सिग्नल लागू करते हैं फिर इनपुट सिग्नल के आधार पर यदि कैथोड की तुलना में एनोड सकारात्मक है तो यह वोल्टेज फॉलोवर के रूप में कार्य करेगा या यह एक बफर बन जाएगा तो जब यह वोल्टेज फॉलोवर या बफर है तो क्या होगा मेरा कैपेसिटर चार्ज करना शुरू कर देगा और यहां आउटपुट पर हम सिग्नल देख पाएंगे इसलिए जब मेरे पास इनपुट वोल्टेज है जो कम है बजाय केवल साइन लहर केअगर इनपुट वोल्टेज प्रकृति में भिन्न हो रहा है जैसे कि आप देखते हैं यह मेरा इनपुट वोल्टेज है अब जो पिक है मैं जानना चाहता हूं इसलिए शुरू में जब यह इस विशेष मूल्य पर पहुंचता है तो मेरे कैपेसिटर चार्ज करना शुरू कर देंगे और यह इस मूल्य को संग्रहीत करेगा जब तक एक पिक जो पहले की पिक से अधिक है तब तक मेरी कैपेसिटर संतृप्त रहेगी या इसमें समान वोल्टेज होगा जैसे ही मैं देखता हूं कि इनपुट पर सिग्नल पिछले सिग्नल की तुलना में अधिक है आप देखते हैं कि संधारित्र फिर से चार्ज करना शुरू कर देता है और आप फिर से उसी सिग्नल को पकड़े रहेंगे आप एक ही संकेत को पकड़े रहते हैं जब तक कि दूसरी पिक दिखाई न दे जो पिछली पिक से अधिक है तो आप देख सकते हैं कि यह चोटी इस चोटी से ऊंची है सही अगर मैं P1 पीक 1 P2 पीक 2 P3 पीक 3 कहता हूं फिर P1 P2 से कम है P3 से कम है इसीलिए अगर मैं सिर्फ कैपेसिटर सिग्नल खींचता हूं तो मैं P1 जैसे सिग्नल को देखता हूं इसे पकड़ रहा है फिर जैसे ही चोटी 2 दिखाई देती है चोटी 2 इसे पकड़ती है चोटी 3 इसे पकड़े रहती है इसलिए यदि मैं इस ग्राफ को देखता हूं तो मैं देख सकता हूं कि मेरा संकेत जो इनपुट पर दिखाई दिया यह पीक वैल्यू है सुपर आसान समझने के लिए और लागू करने के लिए सुपर आसान सर्किट सही आपको क्या आवश्यकता होगी आपको बस 1 डायोड और एक कैपेसिटर और निश्चित रूप से एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आवश्यकता होती है तो हम देखते हैं चित्र में दिखाया गया सर्किट सिग्नल की वोल्टेज पीक का अनुसरण करता है और कैपेसिटर पर उच्चतम मूल्य संग्रहीत करता है यही हमने चर्चा की जब एक उच्च पीक संकेत साथ आता है तो कैपेसिटर को नए पीक इनपुट वोल्टेज या मूल्य पर चार्ज किया जाएगा यह वही है जो हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं इस प्रकार के कैपेसिटर जब तक डिस्चार्ज नहीं किया जाता है तब तक कैपेसिटर को चार्ज करके एक पीक मान संग्रहीत करता है इसलिए जब तक आप डिस्चार्ज नहीं होंगे तब तक इसका मूल्य रहेगा यदि Vi Vc से अधिक है यदि Vi केपेसीटर के अक्रॉस वोल्टेज से अधिक है तो डायोड डी फॉरवर्ड बायस में है सहमत है क्योंकि आप देखते हैं तो यह यहां की तुलना में उच्च क्षमता पर होगा यही कारण है कि एनोड और कैथोड है इसलिए डायोड आगे के बायस में होगा लेकिन अगर Vi Vc से कम है तो क्या होगा यदि Vi Vc से कम है तो डायोड रिवर्स बायस में होगा तो अब पहले पहली स्थिति देखते हैं कि Vc की तुलना में Vi अधिक बड़ा है डायोड फॉरवर्ड बायस में है इसलिए बायस के लिए सर्किट एक वोल्टेज फोल्लोवर बन जाता है क्योंकि जब फॉरवर्ड बायस होता है तो सर्किट वोल्टेज फोल्लोवर बन जाता है इसलिए आउटपुट वोल्टेज Vo Vi का अनुसरण करता है जब तक कि यह Vc वोल्टेज से अधिक न हो जाए अब क्या होगा यदि Vi Vc से कम है इस मामले में मेरा डायोड रिवर्स बायस्ड होगा क्योंकि मेरा इनपुट सिग्नल जो एनोड पर एक सिग्नल है कैथोड पर वोल्टेज से कम है जिसका मतलब है कि मेरा डायोड रिवर्स बायस्ड है इसलिए संधारित्र डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा जैसे कि सर्किट खुला है इसलिए यदि मैं वह ड्रा करता हूं जब डायोड नहीं है और क्या होगा मेरे पास सिर्फ एक आप एम्प है डायोड नहीं है इसलिए मेरे पास यहां कोई कैपेसिटर नहीं है क्योंकि डायोड संचालित नहीं कर सकता क्योंकि यह रिवर्स बायस में है सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया है या डायोड सर्किट से डिस्कनेक्ट हो गया है और इसलिए कैपेसिटर एक पीक इनपुट वैल्यू रखता है जब तक कि इनपुट संकेत फिर से Vc से अधिक मूल्य प्राप्त नहीं करता है इसका मतलब है कि शुरू में अगर Vi Vc से अधिक है तो कैपेसिटर चार्ज करना शुरू कर देगा जब Vi Vc से कम होता है तो यह डायोड अलग कर दिया जाता है इसलिए संधारित्र इस मूल्य को फिर से पकड़ रखेगा जब आपका इनपुट संकेत आपके Vc से अधिक होगा तो फिर से आपका डायोड संचालित होगा और आपके संधारित्र में फिर से एक अलग चार्ज मूल्य या अलग वोल्टेज संधारित्र में होगा समझें अब हम एप्लिकेशन भी दिखा रहे हैं मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे और धीरे धीरे हम इस पॉइंट पर आगे बढ़ रहे हैं कि अब आप लोग सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं और यह भी समझ सकते हैं कि वास्तव में इन सर्किटों का एप्लीकेशन क्या है पीक डिटेक्टर के एप्लिकेशन में डिटेक्टर और मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ साथ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन्स मिल हैं आपने अपने अंडरग्रेजुएट में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम में अध्ययन किया होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या हैं और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए किस तरह के सर्किट हैं इसलिए यदि हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन्स के बारे में बात करते हैं तो आप एक समान सर्किट देखेंगे जो हमने आज दिखाया है जो कि आपका शिखर डिटेक्टर है तो अब इस पीक डिटेक्टर को डिजाइन करना और पीक डिटेक्टर को समझना बहुत आसान है और आइए हम इस पीक डिटेक्टर को ब्रेडबोर्ड पर लागू करने का प्रयास करें और फिर इस पीक डिटेक्टर को लागू करने के लिए हम यहां दिखाए गए सर्किट को लेंगे और हम Multisim पर भी लागू करेंगे ताकि आप लोग यह समझ सकें कि जब आप ब्रेडबोर्ड का उपयोग कर रहे हैं तो यह कैसे अलग है इसलिए एक पीक डिटेक्टर के काम का अध्ययन करना यही हमारा उद्देश्य है सही सबसे पहले हम सर्किट को जोड़ सकते हैं जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया है यह एक बिल्कुल इसी तरह का सर्किट है यदि आप इसे कनेक्ट करते हैं तो आप कैपेसिटर को ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर सकते हैं इसलिए कैपेसिटर बाहर हो जाएगा यदि आप एक स्विच के रूप में यहां कनेक्ट करते हैं V1 पर जनरेटर से 5 किलोहर्ट्ज़ वोल्टेज की साइन वेव इनपुट लागू करें और हम वोल्टेज को 1 वोल्ट के चरणों में भिन्न कर सकते हैं कैपेसिटर C के आउटपुट का निरीक्षण करें और आउटपुट वोल्टेज पर टिप्पणी करें इसलिए डिज़ाइन करने के लिए ब्रेडबोर्ड पर आपको यह विशेष प्रयोग दिखाने के लिए आइए अनिल विष्णु का स्वागत करें और वह हमें दिखाएंगे कि हम ब्रेडबोर्ड पर सर्किट कैसे लागू कर सकते हैं और हम सर्किट को देख पाएंगे तो अगर आप अब मेरे हाथ में ब्रेडबोर्ड देख सकते हैं तो आप क्या देख सकते हैं आप एक कैपेसिटर देखने में सक्षम हैं तो यह एक कैपेसिटर है फिर हमारे पास एक डायोड है हमारे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और मेरा डायोड जुड़ा हुआ है तो कैथोड के लिए यह एनोड कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है तो यह कैपेसिटर कैथोड से जुड़ा हुआ है और फिर मुझे यहाँ से आउटपुट को मापना होगा मुझे यहां से आउटपुट का अवलोकन करना है मुझे ऑपरेशन एम्पलीफायर के ठीक बाद बायस वोल्टेज लागू करना है इसलिए जब मैं इन सभी चीजों को करता हूं जब मैं ऑपरेशन एम्पलीफायर भर में एक बायस वोल्टेज लागू करता हूं तो ऑप एम्प पर इनपुट लागू करता हूं मैं ऑपरेशन एम्पलीफायर से आउटपुट देख पाऊंगा और इसके लिए हमें फ़ंक्शन जनरेटर का उपयोग करना होगा तो हमारे पास हमारी DC पावर सप्लाई है फिर हमारे पास एक फ़ंक्शन जनरेटर है और हमारे पास एक ऑसिलोस्कोप है 3 चीजें हमारे पास एक DC पावर सप्लाई फ़ंक्शन जनरेटर और ऑसिलोस्कोप है पहला है हम बायस वोल्टेज को जोड़ रहे हैं तो op amp के पार प्लस 15 माइनस 15 जैसा कि आप इसे देख सकते हैं अब हमें इनपुट वोल्टेज लागू करना होगा इनपुट वोल्टेज कहां लागू करें 5 किलोहर्ट्ज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट या पीक डिटेक्टर के इनपुट के लिए 1 वोल्ट पीक तू पीक में तो अब आप देख सकते हैं कि हमने पहले जांच को जोड़ा है और फिर हम पीक डिटेक्टर के उत्पादन को ऑसिलोस्कोप से जोड़ रहे हैं तो आप इनपुट सिग्नल देख सकते हैं और फिर हम संबंधित आउटपुट सिग्नल भी देख सकते हैं अब यह 1 वोल्ट पर है और आवृत्ति 5 किलोहर्ट्ज़ है छात्र Refer Time 1419 हाँ इसलिए अब हम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं आप अब 26 देख सकते हैं आप देख सकते हैं यह वोल्टेज के अधिकतम शिखर का अनुसरण कर रहा है तो अब फिर से वह कम हो रहा है और आप देख सकते हैं कि यह इनपुट सिग्नल का अनुसरण कर रहा है यह फिर से बढ़ रहा है यह इनपुट सिग्नल का सही पालन कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि यह उत्कृष्ट रूप से काम कर रहा है और आप चोटी का पता लगाने के अनुसरण को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उच्चतम शिखर जिसे आप इनपुट सिग्नल में पा सकते हैं यह उसका अनुसरण कर रहा है तो यह है कि आप इनपुट सिग्नल में वोल्टेज की ऊँचाई कैसे बढ़ा सकते हैं या इनपुट सिग्नल में वोल्टेज कम कर सकते हैं और यह देखने की कोशिश कर सकते हैं कि आप पीक डिटेक्टर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और जब आप इनपुट सिग्नल को बदल रहे हैं तो पीक डिटेक्टर का आउटपुट क्या है तो अब हम मल्टीसिम में उसी सर्किट को देखते हैं और हम एक समान सर्किट को कैसे डिजाइन कर सकते हैं जिसे हमने मल्टीसिम का उपयोग करके ब्रेडबोर्ड पर डिज़ाइन किया है इसलिए मल्टीसिम पर एक ही सर्किट को डिजाइन करने के लिए हम एक ही काम करेंगे और हम सीताराम को हमारे साथ जुड़ने के लिए कहेंगे तो सीताराम हमारे साथ हैं और अब अगर आप स्क्रीन देखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम एक नई फ़ाइल बना रहे हैं और हम पुरानी फ़ाइलों को सहेज रहे हैं ताकि यदि आप इन सिमुलेटरों को फिर से चलाना चाहते हैं तो हम उसी सर्किट का उपयोग कर सकें इसलिए हमने एक नई रिक्त फ़ाइल बनाई है और फिर यहाँ हम फिर से वही काम करेंगे हम ऑपरेशन एम्पलीफायर या एक तुलनित्र खींचें और फिर हम ओप एम्प के आउटपुट को डायोड से जोड़ रहे हैं हम ठीक उसी सर्किट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आप स्क्रीन के बाईं ओर देख सकते हैं ठीक हैं